हेलो मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसे इंट्रपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है यह संचार के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जैसा कि आप इंट्रपर्सनल के मूल अर्थ को समझ सकते हैं जिसका अर्थ है खुद से बात करना यह बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प है और ये कह सकते है कि यह सभी प्रकार के संचार व्यवहार की नींव है इसलिए स्वयं के साथ सफल संचार ही दूसरों के साथ प्रभावी संचार की दिशा में पहला कदम है इससे पहले कि हम दूसरों को संवाद करने या प्रशिक्षण देने की कोशिश करें कि उन्हें कैसे संवाद करना चाहिए हमें यह समझना होगा कि क्या हमारा स्वयं के साथ संचार बहुत प्रभावी है या नहीं जब मैं अपने आप से संचार कहता हूं तो इसका क्या मतलब है यह बहुत दिलचस्प है कि अगर हम खुद को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं तो हम संचार को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक गुणवत्ता का विकास नहीं कर सकते तो अपने आप से संचार में कई चीजें शामिल हैं जिन्हें मैं एक एक करके पूरा करूंगा और अगर हमें लगता है कि दूसरों के साथ हमारा संचार प्रभावी होना चाहिए तो पहले हमें संचार व्यवहार से संबंधित कुछ गुणों को अपने भीतर विकसित करना होगा अब इंट्रपर्सनल कम्युनिकेशन 'खुद से बात करने' तक ही सीमित नहीं है इसमें आंतरिक समस्या को हल करना आंतरिक संघर्ष का समाधान निकालना भविष्य की योजना बनाना भावनात्मक कैथार्सिस खुद का और दूसरों का मूल्यांकन और खुद के और दूसरों के बीच संबंध जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं तो यह एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है जो यह कह सकता है कि यह केवल स्वयं से बात करने के बजाय बहुत से मुद्दों को समझना है यदि आप स्वयं से संबंधित मुद्दों को जानते हैं तो इसमें आत्म सम्मान आत्म अवधारणा आत्म प्रेरणा स्व शामिल आयात स्व अवधारणा जैसी बहुत सारी चीजें हैं अब उदाहरण के लिए आत्मसम्मान अगर मेरा सम्मान बहुत कम है तो मैं अपने भीतर उस तरह का आत्मविश्वास नहीं विकसित करूंगा इसलिए अगर मेरे भीतर आत्मविश्वास नहीं है तो मैं दूसरों के साथ बातचीत करने मे कैसे प्रभावी हो सकता हूं वास्तव में आत्मसम्मान क्या है आत्मसम्मान कुछ भी नहीं है बल्कि यह कुछ ऐसा है जहा हम दूसरों को मूल्य देने से पहले खुद को कितना महत्व देते हैं दूसरों की प्रशंसा करने से पहले हमें कुछ चीजों को विकसित करना होगा कि हम खुद को कैसे समझते हैं " हम कितना मूल्य प्रदान करते हैं मैं भी लायक हूं मैं भी कुछ कर रहा हूं " और हमे अपने आप पर गर्व करना चाहिए क्योंकि ये एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक संचार व्यवहार के लिए हमारे संचार व्यवहार को प्रभावी बनाने के लिए हमें आत्मविश्वास विकसित करना होगा और यह आत्मविश्वास तभी आएगा जब हम इस स्व के सभी प्रकारों को विकसित कर रहे हैं इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और फिर मैं थोड़ी बात करूंगा कि हम इन चीजों को कैसे विकसित कर सकते हैं संदेश के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रसंस्करण के सभी जो सचेत और गैर सचेत स्तर पर व्यक्तियों के भीतर होते हैं क्योंकि वे खुद को और उनके पर्यावरण को समझने का प्रयास करते हैं जब हम बातें कर रहे हैं तो आंतरिक रूप बहुत सी चीजों होती है और हम उन चीजों के बारे में बहुत सचेत रहना चाहिए और इन चीजों को अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है हमें अभ्यास करना होगा उदाहरण के लिए कुछ तरीके ऑटो सुझाव हैं ऐसे लोग हैं जो हर समय महसूस करते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं मैं प्रदर्शन नहीं कर सकता मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और यदि हर समय हम इस तरह के नकारात्मक तरीके सोच रहे हैं तो शायद हम प्रगति नहीं कर सकते ऑटो सुझाव बहुत दिलचस्प है और अगर हम थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं तो उदाहरण के लिए अगर कुछ समस्या है कुछ कमियाँ हैं जो हमारी कमजोरियां हैं हम हमेशा देख सकते हैं कि हां मैं यह कर सकता हूं मैं कर पाऊंगा अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं यदि मैं यह सब कई बार दोहरा रहा हूं उर अगर इस तरह के वाक्य या इस तरह के विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं तो शायद हम निश्चित आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं और अगर वह आत्मविश्वास उस आत्मविश्वास के साथ आता है जब वे जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वह प्रभावी होने वाला है क्योंकि यहां तक कि कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन अगर हम उन चीजों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं और यह प्रभावशीलता आत्मविश्वास के माध्यम से आएगी और यह आत्मविश्वास केवल तभी आएगा जब हम अंदर से मजबूत होंगे अगर हम सभी प्रकार के स्व को बहुत प्रभावी बना रहे हैं तब दूसरों के साथ हमारा संचार व्यवहार उचित होगा और हम दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी होंगे अब यह एक बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण बात कह सकता है कि धोखा देने के लिए सबसे आसान व्यक्ति वह स्वयं है अब जब हम दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी तैयारी की आवश्यकता होती है इसका मतलब हमें याद रखना होगा जब हम झूठ बोल रहे हैं और फिर अगली बार अगर वही दोहराया जाता है तो हमें बहुत सचेत रहना होगा कि क्या मैं वही चीज बोल रहा हूँ इसलिए दूसरों को धोखा देना दूसरों के साथ झूठ बोलना यह बहुत मुश्किल काम है और यही कारण है कि हम में से बहुत से लोगों को चेतना या सतर्कता या किसी तरह के प्रशिक्षण के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे झूठ बोलना है बेशक संचार में कभी कभी यह व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए झूठ बोलना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप हर समय सच बोलना शुरू करते हैं तो जीवन नरक होगा उदाहरण के लिए हर दिन हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और हमें वह व्यक्ति पसंद हो य ना हो केवल औपचारिकता के लिए हम कहते हैं नमस्ते सर या नमस्ते मैडम सुप्रभात आप कैसे हैं और हमसे पूछा जाता है तो बहुत बार हम कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत अच्छा हूँ लेकिन भीतर से हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं शायद भीतर से मैं कुछ नकारात्मक शब्दों या कभी कभी अपमानजनक भाषा का उपयोग कर रहा हूं लेकिन हम चेहरे पर नहीं बोल सकते इसलिए सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए हमारे दिन प्रतिदिन की बातचीत में हम एक झूठ बताते हैं और यह कुछ हद तक आवश्यक भी हो सकता है अन्यथा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका मतलब यह नहीं है कि हर समय हमें झूठ बोलना पड़ता है बल्कि जब स्थिति मांग करती है पर नहीं हमें सच बोलना है लेकिन यहाँ यह उद्धरण धोखा देने के लिए सबसे आसान व्यक्ति किसी का स्वयं का मतलब है कि आप आंतरिक विचारों को जानते हैं हमारे भीतर बहुत सारे विचार हैं और हम वादे करते हैं सबसे अच्छा उदाहरण यह है की हम में से कई लोग जब नया साल आता है तब तीस दिसंबर या तीसवीं दिसंबर शुरू होने से पहले हम बहुत सारे संकल्प लेते हैं कि जनवरी के पहले से हम यह करेंगे या हम ऐसा नहीं करेंगे जो लोग धूम्रपान करते हैं वे वादा करते हैं कि नए साल से ठीक पहली जनवरी से मैं कभी धूम्रपान नहीं करूंगा या मैं इस चीज या उस चीज को नहीं करूंगा अब पहली जनवरी को वह व्यक्ति जो संकल्प लिया है उसके बारे में वादा करने के बारे में सोच रहा है और फिर कुछ दिनों के बाद जब कुछ दोस्त आ रहे हैं और वे सिगरेट देकर धूम्रपान करने की पेशकश कर रहे हैं तो व्यक्ति भूल जाता है और फिर वह उसी चीज़ की आदत पर वापस जाता है यह उदाहरण है कि आप स्वयं को धोखा देना जानते हैं यह बहुत आसान है कई बार हम छात्रों की योजना के बारे में भी वादा करते देखते है कि वे ऐसा करेंगे वे अभ्यास करेंगे वे सुबह उठेंगे वे टहलने जाएंगे वे समय बर्बाद नहीं करेंगे लेकिन क्या होता है वे कुछ दिनों के लिए गंभीरता से करते है और फिर वे भूल जाते हैं इस प्रकार यह कह सकता है कि हम धोखा दे रहे हैं कुछ आदतों को विकसित करने के लिए हमारे पास एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए क्योंकि यह कहा जाता है कि पुरानी आदतें मुश्किल से मरती हैं यही सच है लेकिन हमारे पास कुछ लोगों के उदाहरण हैं कि अचानक एक ठीक सुबह उन्हें कुछ बुरी आदतों को रोकना पड़ता है उदाहरण के लिए कहें धूम्रपान और शराब पीना ऐसे लोग हैं जो चेन धूम्रपान करने वाले थे लेकिन अचानक कुछ होता है और वे हमेशा के लिए धूम्रपान को छोड़ देते हैं ये कैसे हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास एक मजबूत इच्छा थी उनके पास ऐसा करने की बहुत मजबूत इच्छाशक्ति थी इसलिए हमें आदतें विकसित करनी चाहिए और हमें हर समय खुद को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब भी हम आंतरिक और बाह्य उत्तेजनाओं का मूल्यांकन करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं तो इन्टरपर्सनल संचार होता है अब मैं आगे यह समझाना चाहूंगा कि यह अंतःप्राण संचार कैसे होता है इंट्रपर्सनल संचार आप सभी समझते हैं कि यह दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है या दो समूहों के बीच हो सकता है यह आमतौर पर एक रंजक संचार है लेकिन इंट्रपर्सनल का मतलब है कि भेजने वाला और रिसीवर दोनों एक ही व्यक्ति है इसलिए बहुत सी चीजें अपने भीतर घटित हो रही हैं और आंतरिक और बाह्य उत्तेजना यहाँ दो शब्द हैं अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा उदाहरण के लिए वातावरण में बहुत सारी बाहरी उत्तेजनाएं होती हैं उदाहरण के लिए यदि आप भूखे हैं और अगले कमरे या आस पास के क्षेत्र में अच्छा खाना पकाया जा रहा है और बहुत अच्छी महक आ रही है तो हमारी भूख बढ़ जाती है और कभी कभी आपके मुंह में पानी आता है कि तुरंत हमे भोजन खाना चाहिए तो ये बाहरी उत्तेजनाएं हैं या कभी कभी हम चल रहे होते हैं और अचानक हमें अपनी रुचि का संगीत सुनाई देता है और हमे वह संगीत पसंद है तो हम इसमें शामिल होते हैं और गीत को दोहराना भी शुरू कर देते हैं और कभी कभी कुछ लोग नाचने भी लगते हैं तो पर्यावरण में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं और इन्हें बाहरी उत्तेजना कहा जाता है कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हो सकते हैं कि आप जानते हैं कि हमने कुछ छोटे बच्चों को देखा है वे टीवी देख रहे हैं कुछ खेल या कुछ कार्यक्रम चल रहा हैं और कुछ विज्ञापन बीच में आते हैं और मान लीजिए कि चॉकलेट या मैगी या नूडल के बारे में कोई विज्ञापन है तो क्या होता है वे तुरंत रोना शुरू कर देते हैं वे तुरंत उस चीज को चाहते हैं और माँ या पिता से पूछना शुरू करते हैं कि तुरंत उन्हें वो चॉकलेट या नूडल्स चाहिए और अचानक भूख लगनी शुरू हो जाती है इसलिए पर्यावरण में हमारे पास बहुत सारी उत्तेजक उत्तेजनाएं हैं और यह आंतरिक रूप से इसका मतलब है कि संचार अंदर जा रहा है और तदनुसार यह हो रहा है अब आंतरिक उत्तेजनाएं कई बार क्या होता हैं ऐसा होता है कि हमारे शरीर के भीतर हमें संचार किया जारहा है मैं कुछ उदाहरण कह सकता हूं मान लीजिए आप सो रहे हैं और रात में अचानक आपको लगता है कि आपका शरीर गर्म हो रहा है इसका मतलब है कि आपको बुखार हो रहा है और आप उठते हैं और फिर शरीर के भीतर यह बुखार हमारी नसों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है और तुरंत महसूस होता है कि आपको किसी प्रकार की दवा लेनी चाहिए या आप डॉक्टर से मिल सकते हैं इसलिए कई चीजें आंतरिक रूप से होती हैं जो केवल हम महसूस कर सकते हैं हम बात कर रहे हैं और अचानक महसूस करते हैं कि प्यास लगने से मेरा गला सूख रहा है इसलिए मुहे पानी की जरूरत है मुझे भूख लग रही है हमारी नसों के माध्यम से मस्तिष्क को संदेश भेजा जाता है कि हां मुझे कुछ भोजन चाहिए तो ये आंतरिक हैं इसलिए आंतरिक उत्तेजना और बाहरी उत्तेजना वे शरीर के भीतर और बाहर पर्यावरण में होने वाली चीजें हैं और इन उत्तेजनाओं के माध्यम से हम संदेश प्राप्त कर रहे हैं और यह अंतर्वैयक्तिक संचार का हिस्सा है Intrapersonal संदेश हमारे भौतिक व्यक्तित्व भावनात्मक आत्म सामाजिक आत्म आत्म अवधारणा मूल्यों विश्वासों और दृष्टिकोण को हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में दर्शाते हैं इस प्रकार आत्मनिरीक्षण का इतिहास स्वयं को जानने के साथ शुरू होता है एक कहावत है अपने आप को जानो स्वयं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है अगर मैं थोड़ा आगे निकल जाऊं तो इसे आध्यात्मिक शब्द में स्वयं को जानने के लिए आत्म पर बहुत जोर दिया गया है क्योंकि कुछ निश्चित धर्म या कुछ आध्यात्मिक सोच हैं जो मानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं हम आत्मा हैं तो स्वयं की यह अवधारणा आत्मा के साथ संबंधित हैं इसका मतलब है शरीर और आत्मा ये दो अलग चीजें हैं और यदि हम स्वयं को ठीक से समझें तो हमारा जीवन और अधिक आसान हो सकता है हमारी सोचने की प्रक्रिया सरल होगी और हम जटिल मानव व्यवहार और प्रकृति को समझने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे यह सभी प्रकार की स्वयं की भावनात्मक आत्म की मैने उल्लेख कर रहा हूं लोग भावनात्मक बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि दूसरों की भावना को कैसे समझें और खुद की भावना को भी कैसे समझें हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि हमने देखा है कि अचानक कुछ लोग क्रोधित हो जाते हैं अचानक वे रोना शुरू कर देंगे अचानक वे हंसने लगेंगे ऐसी सभी चीजें होती हैं हमें सीखना होगा कि कैसे संतुलन बनाना है भावनाएं अच्छी हैं लेकिन यह अत्यधिक नहीं होनी चाहिए कि हम प्रतिक्रिया करें और हम क्रोधित हों अत्यधिक क्रोधित हों या हम इतने दुखी हो जाएं कि वह दूसरों के सामने रोना शुरू कर दें इसलिए ऐसी सभी चीजों को नियंत्रित किया जाना चाहिए संकल्पना अपने बारे में आत्म अवधारणा कीजिए मान मेरे जीवन में क्या मूल्य है मेरे जीवन में क्या विश्वास है मूल्य प्रणाली मूल्य एक व्यक्ति से और दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए मूल्य क्या है मेरे जीवन में मेरा मूल्य यह है कि मैं एक सार्थक जीवन जीना चाहता हूं मैं खुश रहना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह मुझे पसंद आए और जो भी मुझे मिल रहा है मैं संतुष्ट हूं मैं दूसरों के साथ अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं यह मेरा मूल्य हो सकता है लेकिन दूसरों के लिए मूल्य भिन्न हो सकता है क्या दूसरों का मूल्य है कि वह चाहता है कि उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए उसे समाज मे अच्छी स्थिति में होना चाहिए उसे कई लोगों द्वारा पसंद किया जाना चाहिए हमेशा लोगों को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए इसलिए मूल्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है लेकिन आंतरिक मूल्य एक ऐसी चीज है जो हम उचित तरीके से कर रहे हैं अगर उस पर जोर दिया जाए तो शायद हमारा आत्मविश्वास बढ़े और उस आत्मविश्वास के साथ हम प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए बहुत बेहतर स्थिति में होंगे अब मैं स्वयं शारीरिक स्व आत्म भौतिक आत्म के बारे में बताऊंगा स्वस्थ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की शरीर की छवि काफी स्वस्थ होगी आप जानते हैं कि यह शरीर ईश्वर प्रदत्त है हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन इस शरीर को बनाए रखने के लिए इसका रखरखाव हमारे हाथ में है आप जानते हैं कि कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं कुछ लोग बहुत पतले होते हैं कुछ लोगों की लंबाई और कुछ लोगों की ऊंचाई बहुत अधिक होती है तो कोई कह सकता है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं लेकिन इस शरीर को बनाए रखना हमारे हाथ में है हम आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए खुद जिम्मेदार हैं हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं हम किस तरह के व्यायाम कर रहे हैं क्या हम सुबह उठते हैं कैसे व्यवहार करते हैं क्या हम कुछ ध्यान योग कुछ व्यायाम कर रहे हैं तो ये हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए जरूरी चीजें हैं क्योंकि जब हम किसी को पहली बार देखते हैं तो पहली छाप उस व्यक्ति के चेहरे शरीर शारीरिक उस व्यक्ति की काया को देखते है यदि कोई व्यक्ति किसी को छोटा मानता है या किसी का रंग गहरा है और वह हर समय यह सोचता है कि ओह माय गॉड मेरी हाइट कम है मेरा रंग डार्क है और फिर वह इस तरह की हीन भावना से ग्रसित होगा और वह उसके संचार व्यवहार में परिलक्षित होगा इसलिए हमें इस प्रकार के परिसरों के बारे में हर समय सोचना नहीं चाहिए हमने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऊंचाई पर और गोरेपन में बहुत कम होते हैं लेकिन जब वे बोलते हैं जब और वे अपना मुंह खोलते हैं वह बहुत मायने रखता है हम शरीर के बारे में उस व्यक्ति की काया के बारे में व्यक्तित्व के बारे में भूल जाते हैं चाहे वह व्यक्ति काला या छोटा या मोटा या पतला हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका संचार व्यवहार अन्य चीजों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है लेकिन सामान्य तौर पर उस भौतिक आत्म का क्या होता है हमें अपने शारीरिक आत्म के बारे में हीन भावना नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह मायने रखता है भावनात्मक स्व भावनाएं सचेत अनुभूति हैं जो शारीरिक परिवर्तनों के साथ जुड़ी होती हैं जैसे कि तेजी से दिल का धड़कन तनावग्रस्त मांसपेशियां या बढ़ा हुआ रक्त शर्करा का स्तर आप कई बार जानते हैं कि ऐसा होता है कि भीतर से हम बहुत क्रोधित होते हैं और हमें बहुत बुरा लगने लगता है जिसे हम नहीं जानते हैं लेकिन जब भी हम क्रोधित होते हैं जब हम अवसाद में होते हैं जब हम दुखी होते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है हमारा गला सूखा हो जाता है हमारा रक्तचाप और हमारा शर्करा स्तर बढ़ जाता है और ये चीजें हमारे शरीर के भीतर हो रही हैं तो यह भी आप एक तरह से जानते हैं कि यह इंट्रपर्सनल कम्युनिकेशन का हिस्सा है क्योंकि यह भीतर हो रहा है तो उसके भीतर जो कुछ भी हो रहा है वह अंतर्मुखी संचार है हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ आदतों को विकसित करना होगा बेशक कभी कभी यह बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन अभ्यास के माध्यम से हम कर सकते हैं क्योंकि संचार में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम क्रोधित होते हैं तो पहली बात यह होती है कि हम खेद को नियंत्रित करते हैं हम जीभ पर नियंत्रण खो देंगे और जो भी हमारे मन में आता है हम तब बोलते हैं और बाद में हम पश्चाताप करते हैं की मैंने क्यों बोला है क्योंकि एक शब्द तलवार या एक घाव से अधिक खतरनाक हैं घाव ठीक हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द शायद हम उसे वापस नहीं ले सकते यह एक पिस्टल की गोली की तरह है जिसे एक बार हमने निकाल दिया है यह वापस नहीं आ सकता है हम कई चीजों को कहने की कोशिश करते हैं जैसे मुझे खेद है कि मेरी गलती थी यही मैं नहीं जानता था कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ लेकिन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है व्यक्ति अच्छी चीजों को भूल सकता है लेकिन आम तौर पर लोग कुछ बुरी चीजों को नहीं भूलते हैं जो उनके साथ हुआ था हमने देखा है कि बहुत अच्छे दोस्त और जो लोग बहुत अच्छे रिश्ते में हैं एक सुबह हम पाते हैं कि कुछ ऐसा हो गया है कि रिश्ता टूट गया है वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम दूसरों के साथ समस्या हो रही होती है तो पहली बात यह होती है कि हम संचार रोकदेते है जिससे संचार टूट जाता है लोग बात करना पसंद नहीं करते और कृपया याद रखें कि अगर मेल मिलाप का कोई मौका है अगर रिश्ते को आगे बढ़ाने या संबंध बनाने का कोई भी मौका है जो वो केवल संचार के माध्यम से ही होगा इसलिए दोनों मामलों में रिश्ते बनाने और तोड़ने मे संचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आत्म अवधारणा मे हम अपने बारे में क्या सोचते हैं हमारी आत्म अवधारणा का इंट्रापर्सनल और इंट्रापर्सनल संचार पर एक मजबूत प्रभाव पड़ता है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि हमें अपने बारे में किसी प्रकार की अवधारणा रखनी होगी की मैं कौन हूं मैं परिवार के लिए समाज के लिए देश के लिए राष्ट्र के लिए भी लायक हूं या नहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं या नहीं इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इससे मुझे ताकत मिलेगी हमारे पिछले अनुभव भी मायने रखते हैं आपका अतीत ही आपके बारे में महसूस करने के तरीके और दूसरों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को आकार देता है तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने पहले ही इंट्रपर्सनल कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को समझाया है बस यह दोहराने के लिए कि हमें प्रेषक से रिसीवर तक इंट्रपर्सनल कम्युनिकेशन में किस तरह से प्रक्रिया होती है उसी तरह हमारे पास इंट्रपर्सनल कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है कोई देख सकता है कि हमारे पास आंतरिक उत्तेजनाएं हैं हमारे पास बाहरी उत्तेजनाएं हैं फिर एक स्वागत होता रिसेप्शन है यह आपके शरीर में नसों के माध्यम से प्राप्त होता है फिर एक प्रक्रिया यह भी है मान लीजिए कि हम दो तीन चीजें कर रहे हैं बहुत अच्छा भोजन पकाया जा रहा है बहुत अच्छा संगीत बजाया जा रहा है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है या बहुत अच्छी तस्वीरें हैं या चित्र वहाँ है तो इसे संसाधित किया जा रहा है जो मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो पहले होगा और फिर अन्य चीजे कतार में हो सकते है फिर ये चीजें हमारी नसों के माध्यम से प्रेषित होती हैं और यह आपके मस्तिष्क में जाती हैं और उसी के अनुसार हमें प्रतिक्रिया मिल रही है इंट्रपर्सनल संचार में प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है कभी कभी जब हम सार्वजनिक रूप से दूसरों के सामने बोल रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि मेरी चेहरे की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है मुझे घबराहट हो रही है इस तरह का संदेह हमरे दिमाग मे आता है की दूसरे क्या सोचेंगे मैं मुस्कुरा रहा हूं लेकिन यह वास्तविक नहीं है या कभी कभी जब हम बोलते हैं तो हम कुछ शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं और फिर हम कहते हैं मुझे खेद है क्योंकि तुरंत हमें हमारे मस्तिष्क के माध्यम से प्रतिक्रिया मिली है कि हां कुछ गलत है जो मैंने बोला है या मेरी चेहरे की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है या मेरी मुस्कान प्राकृतिक तरीके से नहीं आ रही है और हम भीतर से समायोजित करने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरों को यह महसूस हो कि यह स्वाभाविक रूप से आ रहा है इसलिए मैं इस प्रकार निष्कर्ष निकालना चाहूंगा कि पारस्परिक संचार स्थितियों के किसी भी विश्लेषण में एक व्यक्ति के आत्मनिरीक्षण पर विचार किया जाना चाहिए इसलिए इंट्रापर्सनल संचार बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा आत्मनिरीक्षण कुछ भी नहीं है लेकिन खुद को समझने के लिए और आत्म अवधारणा आत्म सम्मान आत्म प्रेरणा और स्वयं जैसे उल्लेख किए गए इन सभी प्रकार के स्वयं से संबंधित आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए कुछ प्रकार की आदतों का विकास करना है इसलिए यदि आप इन सभी चीजों के बारे में समझते हैं तो हम भौतिक स्थिति में बेहतर स्थिति में होंगे हम आत्मविश्वास बनाए रखेंगे और यह आपके व्यक्तित्व में परिलक्षित होगा यह हमारे चेहरे पर परिलक्षित होगा और शायद हम दूसरों के साथ बातचीत करते समय संवाद करने की बेहतर स्थिति में होंगे अगर भीतर विश्वास है चाहे हम एक साक्षात्कार में बोल रहे हों या जनता के सामने बोल रहे हों एक बैठक में बोल रहे हों या हम समाज और सामाजिक सभा में बोल रहे हो तो आत्मविश्वास हमारे अंतर्वैयक्तिक संचार में आएगा अगर हम भीतर से मजबूत हैं यदि आपके भीतर से आत्मविश्वास है तो हमारा संचार व्यवहार बेहतर अधिक प्रभावी होगा और हम अधिक संतुष्ट होंगे आपका बहुत धन्यवाद